आगे हम पेज बफ़रिंग एल्गोरिथ्म देखेंगे तो ये ऐसी प्रोसेसहैं जो एक विशिष्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अतिरिक्त उपयोग की जाती हैं इसलिए हम वास्तव में इस पेज रिप्लेसमेंट नीति को अधिक कुशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कई योजनाएं हैं उनमें से एक फ्री फ्रेम का एक पूल रखना है इसलिए हम फ्री फ्रेम का एक पूल रखते हैं इसलिए जब कोई पेज फॉल्ट होता है तब एक विक्टिम पेज को कुछ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का उपयोग करके चुना जाता है अब इससे पहले कि पीड़ित पेज लिखा जाए वांछित पेज जिसे मेमोरी में लाया जाना है को पूल से मुक्त फ्रेम में से एक में रीड किया जाता है और यह तुरंत प्रोसेस शुरू करता है और जब पीड़ित पेज आखिरकार लिखा जाता है तो फ्रेम को फ्री फ्रेम के पूल में डाल दिया जाता है तो मूल विचार इस तरह है कि किसी भी समय OS को फ्री फ्रेम का एक पूल याद होगा तो फ्री फ्रेम के इस पूल में मुझे चार फ्रेम मिले हैं जिन्हें पूल फ्रेम एफ 1 एफ 2 एफ 5 और एफ 10 में रखा गया है अब एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म निष्पादित किया गया है इसलिए इसे फ्रेम 6 कहा जा सकता है जिसे प्रतिस्थापित किया जाना है वह पेज है जो फ्रेम 6 में समाहित है और इसलिए यह फ़्रेम यदि संशोधित बिट इस संबंधित पेज टेबल के लिए है तो इस फ्रेम को पहले डिस्क पर लिखना होगा तो यह डिस्क पर जाना चाहिए तब केवल फिर नया पेज फ्रेम 6 में आ सकता है और इसमें समय लगता है क्योंकि इसमें एक डिस्क राइट और एक डिस्क रीड ऑपरेशन है तो इस तरह से दो डिस्क स्थानांतरण ऑपरेशन है तो समय लगेगा इसलिए इसके बजाय कि इस विशेष नीति में जो किया गया है वह यह है कि हम इस फ्रेम f1 का चयन करें जहां नया फ्रेम लोड किया जाएगा नया पेज लोड किया गया है इसलिए इस पेज को f 6 में कॉपी किए जाने के बजाय इसे f 1 में कॉपी किया जाता है इसलिए इसे f 1 में कॉपी किए जाने के बाद प्रोसेस जारी रह सकती है तो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट से बाहर चली जाती है यह रेडी स्टेट में चली जाती है और विशेष रूप से यह फ्रेम 6 को डिस्क में राइट किया जाता है तो यह भी शेड्यूल्ड है और इसमें समय लगेगा किसी समय पर यह किया जाएगा और फिर जब यह किया जाता है तो यह फ्रेम 6 फ्री हो जाता है तो इस फ्रेम 1 को फ्री फ्रेम के पूल से हटा दिया जाता है और इस फ्रेम 6 को फ्री फ्रेम के पूल में जोड़ा जाता है तो इस तरह से फ्री फ्रेम का एक पूल रखकर हम एक डिस्क लिखने का समय बचा सकते हैं तो डिस्क लेखन वास्तव में पृष्ठभूमि में हो रहा है तो यह फ्रेम 6 बाद में लिखा जा सकता है इसलिए यह एक ऐसी पॉलिसी है जो फ्री फ्रेम का एक पूल रखती है फिर दूसरी नीति संशोधित पेजो की सूची बनाए रखना है इसलिए जब भी एक बैकिंग स्टोर आदर्श होता है तो एक संशोधित पेज चयनित होता है और डिस्क पर लिखा जाता है और इसका संशोधित बिट रीसेट होता है इसलिए हमारे पास इस पेज रिप्लेसमेंट के साथ जो समस्या है यदि पेज टेबल का संशोधित बिट सेट नहीं है इसका मतलब है कि इस पेज पर कोई लेखन नहीं किया गया है इसलिए पेज को प्रतिस्थापित करते समय मुझे इस पेज को डिस्क में मुख्य मेमोरी में वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्क शेड्यूलर आदर्श हो सकता है और आपके पास कोई डिस्क गतिविधि नहीं है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यह शेड्यूलर को इस संशोधित पेज में से कुछ को डिस्क पर लिखने के लिए कह सकता है तो जैसा कि यह है कि क्या होगा यदि पेज में यह संशोधित बिट्स की तालिका है इसलिए यह 0 के बराबर हो सकता है तो अगर अब यह 1 के बराबर था यह पेज डिस्क पर वापस लिखा गया है तो अब यह बिट 0 के बराबर होजाता है इसलिए बाद में जब एक पेज फॉल्ट होता है और हम इस पेज को विक्टिमके रूप में चुनते हैं तो हम पाते हैं कि संशोधित बिट 0 है इसलिए मुझे इसे डिस्क पर वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यह उस विशेष फ्रेम पर लिखने के संचालन के साथ तुरंत शुरू कर सकता है इसलिए हम संशोधित पेज की एक सूची बनाए रख सकते हैं और जब भी यह डिस्क निष्क्रिय होती है हम उन संशोधित पेज को डिस्क पर वापस लिख सकते हैं इसलिए बाद के पेज फॉल्ट में यदि वे पेज पीड़ित के रूप में चुने गए हैं तो हमें वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है तो यह दूसरी नीति है तीसरा कहता है संभवतः फ्री फ्रेम का एक पूल रखें और याद रखें कि प्रत्येक फ्रेम में कौन सा पेज था इसलिए यदि फ़्रेम को कम करने से पहले पेज को फिर से संदर्भित किया जाता है तो डिस्क से सामग्री को फिर से लोड करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह तीसरी नीति है कि हम किसी तरह की हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं तो यह है कि यह क्या कर रहा है कि यह है कि हम मुक्त फ़्रेम का एक पूल मिल गया ठीक है तो वह पूल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे तो हमें याद है कि ये एफ 1 एफ 2 एफ 5 एफ 10 हैं इसलिए ये फ्री फ्रेम हैं लेकिन न केवल यह भी याद है कि उन फ्रेम में संबंधित पेज क्या था फ़्रेम 10 में हो सकता है मुझे प्रोसेस 5 पेज संख्या 2 मिली है इसी प्रकार फ़्रेम 5 मेरे पास प्रोसेस 4 पेज संख्या 5 हो सकती है इसलिए जैसे कि हमें याद है कि व्यक्तिगत फ़्रेम में क्या हो रहा है अब जब यह पेज फॉल्ट होता है तो मान लीजिए कि कुछ समय बाद यह प्रोसेस 5 में पेज फॉल्ट बन जाती है और यह पेज नंबर 2 की तलाश में है अब यदि हमें पता चलता है कि f10 में यह प्रोसेस 5 पेज 2 की थी तब मैं पृष्ठ को फिर से सेकेंडरी मेमोरी से लोड करने के बजाय कर सकता हूं मैं बस इसे लोड कर सकता हूं मैं सिर्फ एफ 10 को प्रोसेस का हिस्सा बना सकता हूं इस प्रकार यदि फ्रेम का उपयोग करने से पहले पेज को फिर से संदर्भित किया जाता है तो डिस्क से फिर से कंटेंट को लोड करने की आवश्यकता नहीं है आम तौर पर पेनल्टी को कम करने के लिए यह उपयोगी है अगर गलत विक्टिम पेज गलत विक्टिम फ्रेम चुना गया है तो क्या हो सकता है शायद अगर यह पेज 2 प्रोसेस 5 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ है इसलिए गलती से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म ने पेज 2 को बदलने के लिए प्रोसेस 5 चुना है फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद यह प्रोसेस 5 पेज संख्या 2 को संदर्भित करेगी अब यदि यह पेज संख्या दो इस मुक्त फ्रेम को याद करती है जो कि f 10 में है तो मुझे उसको फिर से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इससे पहले कि इस फ्रेम 10 को किसी अन्य प्रोसेस द्वारा लिखा गया था इसलिए इस प्रोसेस 5 को फिर से पेज 2 के लिए कहा जाएगा और फिर इसे सीधे वहां से कॉपी किया जाएगा इसलिए हमें डिस्क से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है तो पेज पहले से ही है मैं इसे पेज टेबल का हिस्सा बनाता हूं इस फ्रेम 10 को पेज टेबल का हिस्सा बनाया जाता है ताकि इसे किया जा सके तो ये कुछ पेज बफ़रिंग तकनीकें हैं जो इन रिप्लेसमेंट नीतियों को बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं ताकि हम उन्हें संचालन करने के लिए उपयोग कर सकें एप्लिकेशन और पेज रिप्लेसमेंट इन सभी एल्गोरिदम में भविष्य के पेज एक्सेस के बारे में OS को अनुमान है इसलिए हम जो करना चाह रहे हैं वह यह है कि हम यह देखना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है कुछ एप्लिकेशन बेहतर ज्ञान के लिए हैं उदाहरण के लिए डेटा बेस इसलिए डेटाबेस वास्तव में फ़ाइल में सभी रिकॉर्ड के लिए डेटा आइटम संशोधित करने की कोशिश करते हैं इसलिए परिणामस्वरूप वे ब्लॉक बाय ब्लॉक फैशन में किए जाएंगे इसलिए उन्हें बेहतर ज्ञान मिला है और मेमोरी इंटेंसिव एप्लिकेशन डबल बफरिंग का कारण बन सकते हैं इसलिए OS मेमोरी में पेज की प्रतिलिपि रखता है क्योंकि IO बफर और एप्लिकेशन अपने स्वयं के काम के लिए मेमोरी में पेज रखता है ताकि डबल बफरिंग हो सके तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए एक बफर है जहां यह किया जाता है और प्रोसेस कुछ अन्य बफर के साथ काम कर सकती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क को सीधे एक्सेस दे सकता है जो कि एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकता है इसलिए यह रॉ डिस्क मोड कहलाता है तो कुछ एप्लीकेशन को डिस्क रीड राइट ऑपरेशन करने की अनुमति दी जा सकती है इसलिए यह वह एप्लीकेशन हो सकती है जिसे किसी विशेष डिस्क सेक्टर में सीधे लिखने की अनुमति दी जा सकती है तो इस तरह से जिसे रॉ डिस्क मोड कहा जाता है और यह वास्तव में कई डिस्क एक्सेस को बायपास करता है जैसे बफरिंग लॉकिंग इत्यादि इसलिए वास्तव में अगर कोई प्रोसेस डिस्क पर लिख रही है तो जब तक और जब तक कि यह एक पूर्ण ब्लॉक न हो जाए तब तक यह नहीं लिखा जाता है तो सिस्टम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि जब प्रोसेस लिख रही है यह कुछ मेमोरी ब्लॉक में लिखा गया है और जब एक डिस्क लिखने के लिए मेमोरी ब्लॉक पर्याप्त होता है तो केवल डिस्क पर यह पूरा ब्लॉक लिखा जाता है अब यह प्रोसेस को धीमा कर देता है इसलिए जो किया जाता है वह यह है कि प्रोसेस के लिए रॉ डिस्क एक्सेस की अनुमति दी गई है इसलिए प्रोसेस सीधे डिस्क पर राइट हो सकती है तो इस तरह से यह बफरिंग और लॉकिंग इस प्रकार के OS से संबंधित देरी उन्हें बायपास किया जा सकता है इसलिए यह एक और आवर्धन है जो हम कर सकते हैं आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे जैसे हम प्रोसेसओं को फ्रेम कैसे आवंटित करते हैं तो एक प्रोसेस को कितने फ्रेम आवंटित किए जाने चाहिए इसलिए प्रत्येक प्रोसेस को कुछ न्यूनतम संख्या में फ़्रेम की आवश्यकता होती है तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रोसेस को कुछ न्यूनतम संख्या में फ्रेम की आवश्यकता है उदाहरण के लिए आईबीएम 370 यदि आप इस विशेष आर्किटेक्चर को देखते हैं तो इसमें एक मूव इंस्ट्रक्शन है इसलिए कम से कम 6 पेजो की आवश्यकता है तो निर्देश 6 बाइट्स का है और जो 2 पेजो तक विस्तारित है और 2 पेज हैंडल फ्रॉम तथा 2 पेज हैंडल टू के लिए है तो कोई भी पता इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर यह मूव इंस्ट्रक्शन है तो कोड इस तरह से उत्पन्न किया जाता है कि यह एक 6 बाइट अनुदेश है इसमें से 4 बाइट्स इस पेज पर आ सकते हैं और 2 बाइट्स यहाँ आते हैं तो यह पूरी बात मूव इंस्ट्रक्शन है अब मान लीजिए कि यह इंस्ट्रक्शन इस बिंदु से शुरू होता है और पहली बाइट प्राप्त करने के बाद प्रोसेसर समझता है कि यह एक 6 बाइट इंस्ट्रक्शन है इसलिए इसे सभी 6 बाइट्स का उपयोग करना होगा अब यदि यह भाग यदि दूसरा पेज स्मृति में नहीं है तब यह एक पेज फॉल्ट पैदा करेगा और यदि यह पेज फॉल्ट बनाता है फिर पेज फॉल्ट सर्विस करने के बाद मेमोरी में दूसरा पेज होना चाहिए लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस समय तक इस पेज को किसी अन्य प्रोसेस द्वारा पहले ही स्वैप आउट कर दिया गया हो इस पेज को पहले ही स्वैप आउट कर दिया गया है या अगर मैं कहता हूं कि मुझे प्रोसेस के लिए आवंटित केवल एक पेज मिलेगा प्रति प्रोसेस केवल एक पेज फिर भी हमें कठिनाई हो रही है क्योंकि शुरू में इस विशेष पेज आवंटित किया गया है और फिर निष्पादित करते समय इस इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करते समय इस बिंदु पर एक पेज फॉल्ट है इसलिए इसे दूसरे पेज को लोड करना है लेकिन चूंकि मैं प्रति प्रोसेस केवल एक पेज की अनुमति दे रहा हूं तो यह पेज उस फ्रेम में लोड किया जाएगा जिसमें पिछला पेज है इसलिए जब हम इंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू करने का प्रयास करते हैं तो फिर से एक पेज फॉल्ट होगी क्योंकि यह विशेष एड्रेस अभी मेमोरी में नहीं है इसलिए इस तरह से यह आगे बढ़ता है तो मूल रूप से पहले मैं पेज 1 का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था यदि यह ऑफसेट है मान लीजिए यह 100 है इसलिए पृष्ठ 1 100 इसलिए इस एड्रेस पर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा था और इस बिंदु पर पेज फॉल्ट हुई फिर इसमें मैंने ऐसा किया है इस पेज को ओवरराइट कर दिया गया है और मैंने पेज 2 को लोड कर दिया है अब फिर से इंस्ट्रक्शन को पुनः आरंभ करने के लिए मुझे इस पेज 1 100 पर पहुंचने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रोग्राम काउंटर वैल्यू था जिस पर हमने रोक दिया था लेकिन फिर से यह नहीं है इसलिए फिर से इस पेज 2 को पेज 1 100 से बदल दिया जाएगा और इस तरह यह चलता जाएगा इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा दूसरी बात यह है कि यह MOVE यह मेमोरी से मेमोरी तक मूवमेंट है तो एक टू एड्रेस है और एक फ्रॉम ऐड्रेस है और इन दोनों ऐड्रेस दो पृष्ठों में फैले हो सकते हैं तो यह फ्रॉम ऐड्रेस शायद 2 पृष्ठों में फैला हो सकता है शायद मैं इस विशेष स्थान से बाहर जा रहा हूँ यह 4 बाइट 2 बाइट्स में से है 2 बाइट्स एक पेज में 2 बाइट शायद दूसरे पेज में और यह 2 वाइट ऐड्रेस तो यह भी 2 से अधिक मेमोरी फ्रेम में फैले हो सकते हैं उसमें से 2 पते यहाँ हो सकते हैं और 2 बाइट्स वहां हो सकते हैं तो कुल 4 बाइट तो ये 4 बाइट मेमोरी मैं यहां कॉपी करना चाहता हूं लेकिन इस टू फ्रॉम एड्रेस के लिए जोकि दो पेजों पर फैले हुए है और यह भी दो पेजों पर फैला हुआ दो एड्रेस है इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हुए हम पाते हैं कि यदि मैं इस SS MOVE इंस्ट्रक्शन को देख रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन को ठीक से निष्पादित करने के लिए कम से कम 6 पेज होने चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को ठीक से निष्पादित करने के लिए 6 पेज को मेमोरी में लोड किया जाना चाहिए इसलिए मैं कह सकता हूं कि आईबीएम 370 के लिए आवंटित किए जाने वाले फ्रेम की न्यूनतम संख्या 6 होनी चाहिए ठीक अगर मैं इसे इससे कम देता हूंतो यह संभव है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा और बिना किसी प्रगति के यह सिर्फ पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो यह एक मुद्दा है और हम निश्चित रूप से पृष्ठों या फ़्रेमों की अधिकतम संख्या जो आप एक प्रोसेस को आवंटित कर सकते हैं तो यह उस फ्रेम की कुल संख्या से निर्धारित होता है जो हमारे पास सिस्टम में है ठीक है अब तो हमें एक न्यूनतम संख्या मिला है जो प्रोसेसर के ट्रेक्शन सेट द्वारा दर्शाया गया है और अधिकतम संख्या को भौतिक फ़्रेमों की संख्या के द्वारा दर्शाया गया है जो हमारे पास हैं अब इन दोनों के बीच हम किसी भी आवंटन नीति का पालन कर सकते हैं और दो प्रमुख आवंटन योजनाएं हैं जिनका पालन किया जाता है एक को फिक्स लोकेशन कहा जाता है दूसरे को प्रायोरिटी एलोकेशन कहा जाता है और निश्चित रूप से इन दोनों के कई रूप हो सकते हैं तो समान आवंटन में इसलिए हम m फ्रेम को समान रूप से n प्रोसेस के बीच में विभाजित करते हैं इसलिए m भागा n उदाहरण के लिए यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को फ़्रेम आवंटित करने के बाद 100 फ़्रेम हैं यदि 100 फ्रेम बचे हैं और 5 प्रोसेसहैं तो मैं प्रत्येक प्रोसेस को 20 फ्रेम दे सकता हूं बेशक हमें इस फ्री फ्रेम बफर पूल के लिए कुछ फ्री रखना होगा इसलिए उनको रखते हुए यह 20 नहीं हो सकता है इससे कुछ कम हो सकता है तो इस तरह मैं समान आवंटन कर सकता हूं या मेरे पास कुछ आनुपातिक आवंटन हो सकते हैं इसलिए प्रोसेसओं के आकार के अनुसार आवंटित करें तो यह डायनेमिक है क्योंकि मल्टीप्रोग्रामिंग डिग्री और प्रोसेस का आकार बदलता है इसलिए यदि si प्रोसेस p i का आकार है और S सभी आकारों का योग है और m कुल फ़्रेमों की संख्या है जो हमारे पास है तो p i के लिए आवंटन आकार के आनुपातिक है तो यह S सभी प्रोसेसओं के आकार का योग है तो उसमें से यदि s i ith प्रोसेस का आकार है तो s i भागा S तो यह एक प्रोसेस को आंशिक आकार देता है और इसके आधार पर मैं इसे फ्रेम की कुल संख्या से गुणा करता हूं और इसतरह से यह प्रोसेस p i के लिए आनुपातिक आवंटन देता है इसलिए यह उदाहरण के लिए यदि m 62 के बराबर है तो कुल फ्रेम 62 है s 1 10 है s 2 127 है तो a 1 10 भागा 137 गुना 62 जो 4 के आसपास है जबकि a 2 127 मान लेते हैं तो यह लगभग पूरी जगह ले रहा है इसलिए 57 फ्रेम आवंटित किए गए हैं तो अगर इन 62 57 को प्रोसेस a 2 को आवंटित किया जाता है और 4 को प्रोसेस a 1 को आवंटित किया जाता है तो क्या एक बड़ी प्रोसेस को अधिक फ्रेम की आवश्यकता होती है तो यह एक सवाल है तो यह सच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है क्योंकि ऐसा होता है कि एक बड़ी प्रोसेस सभी फ़्रेमों के लिए कुछ रेंडम संदर्भ कर रही है इसलिए सभी पेज इसलिए उस स्थिति में यदि वे सभी पेज मेमोरी में नहीं हैं तो यह समस्या पैदा करेगा ताकि पेज फॉल्ट की अधिक संख्या पैदा होगी उसी समय प्रोग्राम लोकेलिटी नाम की कोई चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं भले ही वह प्रोग्राम हो भले ही कोई प्रोग्राम या प्रोसेस बहुत बड़ी हो इसलिए हो सकता है कि आप किसी समय को देखें और यह निकट भविष्य में हो तो यह केवल मेमोरी के एक हिस्से को रेफर करेगा इसलिए यदि यह इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहा है तो निकट भविष्य में यह केवल इस इंस्ट्रक्शन के आसपास होगा इसी तरह अगर किसी समय यह कुछ अरे को एक्सेस कर रहा है इसलिए अगर यह प्रवेश इस एंट्री को एक्सेस कर रहा है तो यह कहता है कि निकट भविष्य में यह पास की एंट्री तक पहुंच जाएगा तो यहां लोकेलिटी सिद्धांत लागू होता है तो यह कहता है कि बड़ी प्रोसेस को इस प्रकार की बड़ी संख्या में फ़्रेम की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है क्योंकि यदि यह उस लोकेलिटी सिद्धांत का उपयोग कर रहा है तो संभवतः यह कम संख्या में फ्रेम भी पर्याप्त होगा लेकिन अगर कोई प्रोग्राम इस लोकेशन को रेंडम तरीके से रेफर कर रहा है तो निश्चित रूप से यह एक समस्या है इसका एक विशिष्ट उदाहरण शायद बाइनरी सर्च एल्गोरिथ्महै ठीक है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मैं हम नंबर का एक अरे लेते हैं और हम जांच के लिए ली गई संख्या को अरे के मध्य में तलाश करते हैं और यदि संख्या मध्य से कम है तो हम इस भाग के मध्य में फिर से जांच करते हैं अन्यथा हम निचले हिस्से के मध्य में इस तरह के जांच करते हैं अब यह मानते हुए कि यह अरे बहुत बड़ी है यह बड़ी संख्या में मेमोरी पेज पर फैला हुआ है फिर यह एक उदाहरण है जहां यह एक्सेस पेटर्न वास्तव में रेंडम है इस एरे के डेटा वैल्यू और जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं उसके आधार पर यह एक्सेस शायद एक बहुत ही बेतरतीब किस्म की चीज है तो उस स्थिति में यह प्रोग्राम कोई स्थानीयता नहीं दिखाता है तो इस तरह से यह आवश्यक होगा कि यह सभी फ़्रेम ये सभी पेज मेमोरी फ़्रेम में हैं इसलिए पेज फॉल्ट की संख्या कम है तो उस मामले में इस बड़ी प्रोसेस का मतलब है कि उन्हें अधिक संख्या में फ्रेम की आवश्यकता होगी तो यह मूल रूप से कुछ समस्या के लिए विशिष्ट समस्याएं हैं जो स्थानीयता का पालन करते हैं और फिर कुछ प्रोसेस के लिए कम संख्या में फ्रेम ही पर्याप्त हो सकते हैं स्थानीयता का पालन नहीं किया जा सकता है और फिर वास्तव में बड़ी संख्या में उस प्रोसेस के लिए फ्रेम आवंटन की आवश्यकता होगी फिर यह वैश्विक बनाम स्थानीय आवंटन है इसलिए हम एक वैश्विक रिप्लेसमेंट नीति नाम की कोई चीज है जिसका अनुसरण करते हैं जब आप किसी पेज को बदलने के लिए चुनते हैं तो हम एक प्रोसेस की तरह खोजते हैं यह सभी फ्रेमों के सेट से एक रिप्लेसमेंट फ्रेम का चयन करता है और एक प्रोसेस दूसरे से एक फ्रेम ले सकती है तो शायद मेरे सिस्टम में अभी 4 प्रोसेसएँ हैं p 1 p 2 p 3 एवं p 4 और उनमें से प्रत्येक को उनके साथ जुड़े कुछ फ्रेम मिल गए हैं शायद p 1 के साथ 10 फ्रेम जुड़े हैं p 2 को 5 फ्रेम मिल गया है पी 3 को 10 फ्रेम मिल गया है पी 4 को 9 फ्रेम मिला है अब मान लीजिए कि p 3 पेज फॉल्ट उत्पन्न करता है इसलिए पेज 3 पेज फॉल्ट उत्पन्न करता है और अब हम पाते हैं कि कोई भी फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं है फिर यह पी 3 एक विक्टिम पेज का चयन कैसे करेगा इसलिए एक विक्टिम पेज का चयन करने के लिए एक संभावना यह है कि मैं उन 10 पेज को देखता हूं जो p 3 के पास हैं तो यह एक संभावना है और दूसरी संभावना यह है कि आप इस सभी पेज को देखें और फिर एक पेज का चयन करने का प्रयास करें इसलिए जब यह केवल विशेष प्रोसेस के पेज पर गौर कर रहा है तो इसे स्थानीय प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है जब यह सभी प्रोसेस के सभी पेज पर गौर कर रहा है और एक विक्टिम पेज का चयन करने की कोशिश कर रहा है तो इसे वैश्विक रिप्लेसमेंट नीति कहा जाता है इसलिए वैश्विक प्रतिस्थापन नीति में प्रोसेस सभी फ़्रेमों के सेट से एक प्रतिस्थापन फ्रेम का चयन करती है और एक प्रोसेस दूसरे से एक फ्रेम ले सकती है इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रोसेस के निष्पादन का समय बहुत भिन्न हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है ऐसा होता है कि जब सिस्टम में कम संख्या में प्रोसेसहोती हैं तो मुक्त फ्रेम होते हैं और एक प्रोसेस के फ़्रेम को अन्य प्रोसेसओं द्वारा आसानी से नहीं पकड़ा जाता है तो पेज फॉल्ट की संख्या एक विशेष प्रोसेस c के लिए शायद कम है लेकिन सिस्टम में बड़ी संख्या में प्रोसेस के मामले में इसलिए इस फ़्रेम के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक होगा और प्रत्येक प्रोसेस उन फ़्रेमों को हथियाने की कोशिश कर सकती है जो अन्य प्रोसेस को आवंटित की जाती हैं परिणामस्वरूप प्रोसेसओं में थोड़ा ज्यादा विलंब हो सकती है क्योंकि प्रोसेसओं के साथ उपलब्ध फ़्रेमों की संख्या कम हो सकती है और फ़्रेम किसी अन्य प्रोसेस द्वारा लिखे जा सकते हैं और संबंधित पेज को स्वैप किया जा सकता है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब यह पेज फॉल्ट उत्पन्न करता है तो पेज को फिर से लोड करना पड़ता है इस प्रकार इस प्रोसेस के कुल समय के निष्पादन का समय काफी अधिक हो जाता है इसलिए सिस्टम पर लोड के आधार पर प्रोसेस निष्पादन समय बहुत भिन्न हो सकता है एक प्रोसेस अपने स्वयं के पेज फॉल्ट रेट को नियंत्रित नहीं कर सकती है क्योंकि भले ही यह प्रोसेस एक अच्छी तरह से व्यवहार की गई प्रोसेस हो लेकिन कुछ अन्य प्रोसेस जो वे इस प्रोसेस द्वारा आयोजित फ्रेम को पकड़ सकते हैं इसलिए परिणामस्वरूप यह प्रोसेस अपने स्वयं के पेज फॉल्ट दर को नियंत्रित नहीं कर सकती है और इसलिए अधिक से अधिक थ्रूपुट सामान्य है क्योंकि यह वैश्विक रिप्लेसमेंट में चूंकि हम एक ऐसी प्रोसेस को फ्रेम देने की कोशिश कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से जिसे वास्तव में उस प्रोसेस के लिए इतने सारे फ्रेम की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह थ्रूपुट में सुधार करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वैश्विक रिप्लेसमेंट के मामले में थ्रूपुट शायद अधिक है लेकिन प्रोसेस के लिए यह निष्पादन समय भिन्न हो सकता है इसलिए हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस कितने समय के भीतर होगी और कोई प्रोसेस अपने स्वयं के पेज फॉल्ट दर को नियंत्रित नहीं कर सकती है दूसरी ओर यह स्थानीय रिप्लेसमेंट में प्रत्येक प्रोसेस केवल अपने आवंटित फ्रेम के सेट से चुनती है इसलिए जो भी फ्रेम आवंटित किया जाता है वह इसे वहां से ही लेने की कोशिश करेगा इसलिए प्रति प्रोसेस प्रदर्शन अधिक सुसंगत है क्योंकि एक विशेष प्रोसेस के लिए जब से मुझे पता है कि मुझे 10 फ्रेम दिए गए हैं तो रिप्लेसमेंट भी केवल इस 10 फ्रेम के भीतर होगा तो उस तरह से प्रति प्रोसेस प्रदर्शन बेहतर है यदि किसी प्रोसेस में इसके लिए पर्याप्त संख्या में फ्रेम आवंटित नहीं होते हैं तो प्रोसेस में कई पेज फॉल्ट होंगे जिसे थ्रशिंग कहा जाता है इसलिए हम थोड़ी देर बाद इस शब्द पर आएंगे इसलिए यदि किसी प्रोसेस में पर्याप्त संख्या में फ़्रेम नहीं हैं तो निश्चित रूप से यह बड़ी संख्या में पेज फ़ाल्ट उत्पन्न करेगा उदाहरण के लिए अगर हम पाते हैं कि लोकेलिटी इत्यादि पर विचार करने के लिए एक प्रोसेस के लिए शायद प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 4 पेज की आवश्यकता होती है लेकिन अगर इसे केवल दो पेज आवंटित किया जाता है तो बड़ी संख्या में पेज फॉल्ट उत्पन्न होंगे इसलिए उस स्थिति को थ्रैशिंग कहा जाएगा और संभवतया यह मेमोरी का अंडर यूटिलाइजेशन है इसलिए हो सकता है कि यह दूसरा चरम जैसे एक प्रोसेस है जिसको बड़ी मात्रा में फ्रेम आवंटित किया गया है लेकिन यह उनका उपयोग करने में असमर्थ है लेकिन चूंकि यह एक लोकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी है इसलिए कोई अन्य प्रोसेस इस फ़्रेम पर कब्जा नहीं कर सकता है तो परिणामस्वरूप यह मेमोरी अंडर यूटिलाइज हो जाती है इसलिए उन फ़्रेमों को किसी अन्य प्रोसेस द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है तो यह दूसरी मुश्किलें हैं जो हमारे पास हैं इसलिए ये लोकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी को यह समस्याएं मिली हैं इस तरह इस ग्लोबल रिप्लेसमेंट का आमतौर पर पालन किया जाता है लेकिन ग्लोबल रिप्लेसमेंट को यह लोड भिन्नता मिली है तो लोड बदल रहा है और फिर कठिनाई होगी आगे हम थ्रैशिंग की अवधारणा पर आते हैं इसलिए यदि किसी प्रोसेस के पास पर्याप्त पेज नहीं हैं तो पेज फॉल्ट दर बहुत अधिक हो जाती है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि इसी प्रोसेस को सुचारू रूप से चलने के लिए ४ पेज की आवश्यकता है और इसे केवल २ पेज दिए गए हैं मान लीजिए पेज संख्या १ और इसलिए पेज 1 और पेज इसलिए वे शुरू में लोड किए गए हैं अब लेकिन प्रोसेस को ठीक से चलाने के लिए यह पेज 1 पेज 2 पेज 3 और पेज 4 उन सभी को मेमोरी में होना चाहिए ठीक है अब शुरू में पेज 1 पेज 2 है यहां उपस्थित है है जबकि ऐसा है कि वे पेज 3 को रेफर करेंगे अब अगर यह पेज 3 को रेफर करता है तो यह पेज 1 पेज 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है उदाहरण के लिए इस पेज 1 को फिर से आवश्यकता होगी तो इस तरह से इस पेज 2 को फिर से बदल दिया जाएगा यह पेज 1 बन जाएगा फिर से पेज 2 को संदर्भित किया जाएगा इसलिए या पेज 4 को संदर्भित किया जाएगा तो इस तरह से लगातार प्रोसेस बड़ी संख्या में पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगी इसलिए यदि किसी प्रोसेस में पर्याप्त पेज नहीं हैं तो पेज फॉल्ट दर बहुत अधिक हो जाती है तो पेज पाने के लिए पेज फॉल्ट और फिर यह मौजूदा फ्रेम को बदल देगा लेकिन जल्दी से प्रतिस्थापित फ्रेम को वापस करने की आवश्यकता है इसलिए जैसा कि मैं समझा रहा था कि पेज 3 की आवश्यकता है इसलिए यह पेज 1 को बदल देता है लेकिन उस बदले हुए पेज की आवश्यकता फिर से बहुत जल्द होने वाली है तो इसे CPU उपयोग को कम करने की जरूरत है हां हालांकि मुझे सिस्टम में बड़ी संख्या में प्रोसेस मिली हैं परंतु सीपीयू का उपयोग कम करना होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ाने की आवश्यकता है चूंकि यह सीपीयू उपयोग कम हो गया है तो OS यानी कि मेरे पास सिस्टम में पर्याप्त प्रोसेस नहीं हैं तो इस तरह यह अधिक संख्या में प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है दीर्घकालिक शेड्यूलर का आह्वान किया जाता है और यह अधिक संख्या में न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को लाता है और जैसा कि वह करने की कोशिश करता है उसे इस नई प्रोसेस को मेमोरी आवंटित करना होगा तो इस तरह से सिस्टम में एक और प्रोसेस जुड़ गई और जो इन थ्रैशिंग को और बढ़ा देती है इस प्रकार से यह आगे बढ़ता है यह एक सकारात्मक फीडबैक का प्रकार बन जाता है और इन प्रोसेस के बीच पेजों के लिए प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ जाता है इसलिए थ्रैशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एक व्यस्त स्वैपिंग पेजों को अंदर और बाहर करती है इसलिए अधिकांश समय वास्तव में सिस्टम इस पेज को डिस्क से बाहर स्वैप करने के बाद डिस्क io कर रहा होता है तो इस तरह से सिस्टम गणना में कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं करता है तो यह सिर्फ इस पेजिंग इन और पेजिंग आउट करता है जिससे बड़ी मात्रा में समय लगता है इसलिए इसे हल किया जाना चाहिए और अच्छी सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए हमें यह समझना होगा कि कब सिस्टम में थ्रेशिंग शुरू हो गया है और हमें मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि इस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए अगली कक्षा में हम देखेंगे कि इस थ्रशिंग को कैसे हल किया जा सकता है इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और फिर कैसे पेज फॉल्ट की इस संख्या को कम किया जा सकता है और सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे